नमस्कार और इस मैनुफेक्चुरिंग सिस्टम टेक्नालजी भाग दो मॉड्यूल 11 में आपका स्वागत है हम प्रक्रिया FMEA के बारे में बात कर रहे थे और उस संदर्भ में हमने दरवाजे के भीतरी और बाहरी इकाई के बीच मोम की कतार और दरवाजे के आंतरिक सौन्दर्य की समस्या के बारे बात कर रहे थे जहाँ पेंटेड बॉडी जंग खाए जाने से जुड़ी विफलताओं की संभावना देख रहे थे खिड़की नियंत्रक वगैरह जैसे भागों में भी जंग लाग्ने की समस्या थी जिन्हें अंदर डाला जाता है और विभिन्न कारण थे जिनके कारण विफलता आयी इस तरह की समस्या की गंभीरता के साथ साथ विफलताओं के अलग अलग कारणों की घटना फिर से पहचान की गई और तदनुसार क्रमबद्ध हुई इसलिए हम अब पता लगाने की क्रिया को देखना चाहते हैं इसलिए हम इस विशेष जांच पत्र पर वापस आते हैं जिसके बारे में हम इस संदर्भ में बात कर रहे थे जहां यदि आपको याद हो कि हम संभावित कारणों या विफलता तंत्रों के बारे में उल्लेख कर रहे थे इस विशेष जांच पत्र के कॉलम १४ में और उसके बाद फिर से होने वाली विभिन्न घटनाओं का मूल्यांकन किया जो विफलता का कारण बना और अब हम बात करेंगे संसूचनीयता की जो कि कैसे पता लगाने कि क्रिया को आसान और कठिन बताता है और तदनुसार हम श्रेणीबद्ध करते हैं इसलिए हम उन मौजूदा प्रक्रिया नियंत्रणों को देखते हैं जो उपलब्ध हैं इसलिए उदाहरण के लिए इनमें से एक मैन्युअल रूप से डाला गया स्प्रे का सिरा काफी दूर तक नहीं डाला गया क्योंकि मैंने पिछली बार विस्तृत रूप से यह बताया था कि इसका हर घंटे देखकर जांच करना एक प्रति पारी प्रति परत मोटाई कि गहराई मीटर में और इसके द्वारा ढका हुआ क्षेत्र लिहाजा यहां के संचालक को निर्देश दिया गया है कि वह संभवत लाइन बंद कर जांच करें या शायद आपको यह भी पता हो कि उस विशेष क्षेत्र का एक पर्यवेक्षक होता है जिसे प्रत्येक घंटे में उसे देखकर जांच करने के लिए कहा जाता है कि जीतने भी वाहनों कि संख्या का एक घंटे में उत्पादन होता है वह उनमें से एक वाहन लेता है और रैनडमली इसे उठाता है और जाहिर है वह अपना समय बदलता है सांख्यिकीय रेंडमनेस के सिद्धांत पर जो भी वह अवलोकन में पेश करना चाहता है और फिर वह परत की मोटाई यानि मोम की परत की मोटाई की जांच करता है और आप यह भी जानते हैं कि यहां मोटाई मीटर में है और निश्चित रूप से भीतरी और बाहरी दरवाजे के भीतर मोम से ढके हुए क्षेत्र की भी जांच करता है इसलिए इस तरह के मैनुअल निरीक्षण से आपको पता चलता है कि वह लगभग 50 प्रतिशत बार ऐसा कर सकता है कि वह यह पता लगाने में सक्षम हो कि क्या छुपा हुआ दोष तंत्र से बाहर निकल रहा है इसलिए जाहिर है यह एक प्रति पारी है और उस समय में मान लीजिये हमारे पास 25 मिनट या शायद 2 मिनट भी कह सकते हैं आपके पास प्रत्येक घंटे में 30 वाहन चल रहे हैं और वह केवल एक पर जांच कर रहा है इसलिए इसके आधार पर अभी भी उसे पता चलता है कि इस मैनुअल डाले गए स्प्रे का पता लगाने की केवल 50 प्रतिशत संभावना हैदेखकर जांच करने से पता लगता है कि यह काफी दूर नहीं डाला गया था अन्य संभावित कारण स्प्रे का सिरा बंद था इसलिए उससे पता चलता है कि कौन सी वर्तमान प्रक्रिया नियंत्रक है जो इसे होने से रोकती है तो यह मूल रूप से शुरू में और निष्क्रिय अवधि के बाद स्प्रे स्वरूप का परीक्षण करता है और जाहिर है समय समय पर सिर को साफ करने के लिए एक निवारक रखरखाव कार्यक्रम होना चाहिए तो कंपनी ने कुछ प्रकार के स्प्रे बोर्ड लगाए हैं जो यह नोजल लगाकर स्प्रे करता है या उस बोर्ड के केंद्र पर नोजल डालकर देखता है कि क्या स्प्रे स्वरूप उस इच्छित स्वरूप से मेल खाता है जो बिना किसी अवरोध के पूर्णतया परिचालित नोजल में आता है और कभी कभी वह जांच करता है तो जाहिर है यह या तो स्टार्टअप अवधि की ओर अधिक संरेखित है जहां पहले वाहन को स्प्रे करना पड़ता है और बीच में कोई भी उत्पादन लाइन दोपहर के भोजन या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कुछ समय के लिए रुक जाती है इसलिए उस समय के दौरान वह फिर से परीक्षण स्प्रे स्वरूप की जाँच करता है और वहाँ वह केवल 30 प्रतिशत भाग्य के साथ इनका पता लगाने में सक्षम है इसलिए प्रक्रिया इंजीनियर ने इस विशेष पता लगाने की क्रिया को 10 में से 3 होने का मूल्यांकन किया है अब हम विफलता के अगले कारण के बारे में बात करते हैं जो टक्कर के कारण स्प्रे का सिरा विरूपित है और जाहिर है इसे रोकने का एकमात्र तरीका निवारक रखरखाव कार्यक्रम है जो समय समय पर सिर को बनाए रखता है और इसका पता लगाने का लगभग बीस प्रतिशत मौका है आप विफलता बोर्ड या विफलता के तंत्र को जानते हैं जो कि जंग खा रही समस्या वगैरह की वजह से बिगड़े हुए दरवाजे कि घटती उम्र का कारण बन रहा है इसलिए वह इन दोनों को पहचानता है कि और दो कि श्रेणी देता है तो पता लगाने की क्षमता यहां दो है और फिर अंत में स्प्रे समय अपर्याप्त था जहां यह घटना उस समय विशेष रूप से संचालक के निर्देशों के अनुसार 80 प्रतिशत थी और प्रति पारी 10 दरवाजों के प्रचय नमूने लिए जाते हैं इसलिए मूल रूप से हम लगभग 200 या 250 कारों का उत्पादन में से लगभग 10 कारों की जाँच कर रहे थे और आप एकदम सही तरीके से ढके हुए महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र की जांच कर रहे थे लेकिन कारों को एक तरह से या कुछ और तरीके से बाहर खींच रहे हैं और जो आपको 70 प्रतिशत की सीमा तक उचित रूप से मोम से ढके हुए इस दोष को रोकने में मदद करता है इसका मतलब है समय समय पर इस तरह के एक संचालक निर्देश के कारण और समय समय पर प्रचय नमूने लेने के कारण पता लगाने की क्षमता वास्तव में बढ़ जाती है इसलिए अब आपने विभिन्न प्रक्रिया नियंत्रण की सभी पहचान क्षमताओं का मूल्यांकन कर लिया है जिसका उपयोग मैन्युअल रूप से सम्मिलित किए गए सिरे से संबंधित विफलताओं के विभिन्न तंत्रों की पहचान के लिए किया जाता है जो न तो बहुत दूर तक जा रहे हैं या स्प्रे सिरे से संबन्धित या स्प्रे सिरा बंद होने कि स्थिति वगैरह जो कि विस्कोसिटी तापमान या दबाब की वजह से हो सकता है आप जानते हैं ये स्प्रे सिरे की सुधार से संबन्धित है जो कि चोट या गलत अभ्यास संचालकों द्वारा क्रम में किया जाता है या फिर अपर्याप्त स्प्रे समय के कारण होता है और इस चार कारणों की पूरी सूची को उनकी घटनाओं और मूल्यांकन के संदर्भ में पहचाना गया है और उनके साथ जुड़ी प्रक्रियाओं को भी पता लगाने की क्षमता के लिए पहचाना गया है कि उस विशेष नियंत्रण के साथ उच्च प्रतिशत या कम प्रतिशत के साथ इसका पता लगाना संभव है तो जाहिर है RPN का पता लगाने की सभी गंभीर घटना के एक उत्पाद द्वारा गणना की जानी है और इस विशेष मामले में समग्र दोषों की रूपरचना की गंभीरता जो मोटर वाहन पेंट कार्यशाला में लगभग 70 प्रतिशत है इसलिए सात को यहां एक गंभीरता के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं इन कारणों में से किसी के लिए गंभीरता नहीं बदलती है क्योंकि ये कारण वास्तव में विफलता मोड के लिए अग्रणी होते हैं जिसे माना जा रहा है और इसलिए आप उसको एक समान रूप से 7 मानते हैं आप कॉलम 12 में गंभीरता वाले उत्पाद कॉलम 1415 में होने वाली गंभीरता और कॉलम 17 में संसूचीयता को रखते हैं और सबको गुणा करके RPN या जोखिम प्राथमिक संख्या 280 पहले मोड की विफलता के लिए प्राप्त करते हैं जो कि मेनुयल रूप से कम दूर तक डाली गयी स्प्रे सिरा है विफलता के अगले मोड के लिए 105 प्राप्त करते हैं जिसका स्प्रे सिरा बंद है जिसके कारण दरवाजे के भीतर और बाहरी दरवाजे के भीतर मोम के अधूरा ढकने की वजह से दरवाजे के उम्र मे कमी आ जाती है और फिर अंत में स्प्रे के विकृत मामलों के लिए RPN की संख्या 28 है जो कि संचालक के द्वारा टक्कर लाग्ने में विकृत हो जाती है और अपर्याप्त स्प्रे समय के लिए RPN 392 है तो जाहिर है आपने अब पहचान लिया है कि विफलता का कौन सा तरीका है जो इस विशेष मामले में उच्चतम RPN का कारण बन रहा है जैसा कि आप 392 मामले में देखते हैं जो कि यहां बताया गया है और 280 सबसे प्रभावी मोड हैं जिसके कारण संभावित विफलता होगी इसलिए हमें बहुत जरूरी प्राथमिकता पर उन्हें रोकने के लिए कुछ करना होगा और फिर जाहिर है आप बाकी कारणो को भी जान सकते हैं वास्तव में इस विशेष मामले में आप तीन के लिए तुलना कर सकते हैं क्योंकि आपके पास तीन में काफी उच्च RPN मूल्य है आप पहले कारण के लिए 280 देख सकते हैं जहां मेनुयल रूप से स्प्रे सिरा डाला गया है 105 दूसरे कारण के लिए है जहां स्प्रे सिरा बंद है और तीसरे कारण के लिए 28 जो मामूली है और 392 चौथे कारण अपर्याप्त समय के लिए है तो हम पहले दूसरे और चौथे कारण की पहचान कर सकते हैं और इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि इनका कम RPN है इसलिए हमें वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है जब आप इसे किसी अन्य प्रकार के सुधार करने के बाद दूसरी पुनरावृत्ति के लिए करते हैं या आप संभावित कारणों का मुकाबला करने के लिए पहचाने गए उपायों को जानते हैं तो आपको इसे फिर से चुनना होगा लेकिन इस समय हम इसे छोड़ रहे हैं तो 28 RPN बचा हुआ है जो स्प्रे हेड के लिए है जो कि टक्कर के कारण विकृत हो जाता है यह बहुत गंभीर रूप से नहीं होता है इसलिए आप इसे छोड़ सकते हैं और फिर हम केवल तीन अलग अवस्था या मोड विफलता का कारण है एक अवस्था अधूरी परत क्षेत्र की है जिसमे मेनुयली कम दूरी तक स्प्रे सिरे को डाला जाता है जिसके लिए देखकर जाँचना नियंत्रण प्रक्रिया है और संभवत पारी के प्रत्येक घंटे में परत की मोटाई के लिए वगैरह गहराई के लिए जानते हैं आदि फिर आपके पास स्प्रे सिरा बंद होने का दूसरा कारण है जो कि विस्कोसिटी तापमान या दबाब के कारण हैं और आपके पास स्प्रे स्वरूप को जाँचने के लिए प्रक्रिया नियंत्रक और कुछ खराबी रखरखाव के रोकथाम के कार्यक्रम जो यहाँ हैं और तीसरा कारण स्प्रे समय अपर्याप्त है जो वास्तव में बहुत अधिक 392 RPN है और आप नियमित रूप से संचालक के निर्देशों से एक प्रक्रिया नियंत्रण कर रहे हैं या दस दरवाजों की एक सैंपलिंग यह जांचने के लिए है कि क्या पर्याप्त समय खर्च किया जा रहा है संचालक द्वारा विशेष रूप से प्रति वाहन वगैरह और यहां आपको उच्चतम RPN मिल रहा है तो आपने इन तीन अलग अलग कारणों की पहचान की है और आपने इस विशेष कदम पर एक प्रतिकूल उपाय करने की कोशिश की है तो आइए देखें कि इन कारणों को खत्म करने के लिए क्या उपाय हैं इसलिए यहाँ उदाहरण के लिए प्रक्रिया अभियंता बताते हैं कि यदि हम स्प्रेयर में एक निश्चित डेप्थ स्टॉप जोड़ते हैं तो आपके द्वारा इस मैन्युअल रूप से डाले गए स्प्रे सिरे के विश्वसनीयता का पता चल सकता है उदाहरण के लिए हम बताएं कि क्या इस विशेष मामले में ये नोजल है जो आप एक टिप के रूप में देख रहे हैं तो यह नोजल का मोम वितरण टिप है और इस टिप को इस विशेष क्षेत्र में जाना है और यह इस दिशा में पूरे क्षेत्र में जा रहा है अंत में यहां तक कि नोजल इस विशेष बिंदु पर आते ही वितरण शुरू हो जाता है इसलिए अगर हम वहां एक सीमा स्विच बना सकते हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए दबाया जा सकता है कि मोम निकल रहा है तो मूल रूप से नोजल इस आंतरिक दरवाजे में चला गया है और यह कुछ विशेष क्षेत्र को हिट करने जा रहा है जहां एक सीमा स्विच है जो सक्रिय हो जाता है क्योंकि दरवाजे का निर्माण ऐसा है कि यदि आप इस पर गौर करते हैं तो यह आंतरिक इकाई है और यह बाहरी इकाई है जो एक हम साथ सही करते हैं यहाँ प्रोफ़ाइल में कुछ झुकाव है तो यहाँ नीचे की तरफ पर पिरोया गया है और इसलिए इस निचले छोर में यहाँ कम अंतराल हैं तो अगर नोजल उस कम जगह वाली क्षेत्र में नीचे जा रहा है तो कोई सीमा स्विच या डेप्थ स्टॉप सक्रिय हो जाता है जो कि मोम का प्रवाह शुरू कर देता है अन्यथा मोम नोजल से बाहर नहीं निकलेगा तो यह इसकी विश्वसनीयता होती है या जैसे कि जापानी आप जानते हैं कि इसे पोका योक कहते हैं जिसे स्थापित किया जा सकता है ताकि जब भी जब भी नजल जुड़े हुए अंदर और बाहरी दरवाजे के बीच रिक्ति में जाएगा तो सीमा स्विच सक्रिय हो जाएगा क्यूंकी अंदर और बाहरी दरवाजे के बीच नोजल टकराएगा और मोम का वितरण शुरू हो जाएगा और इससे पहले कि वह डेप्थ स्टॉप में चला जाय आप जानते हैं बाहर आने वाले मोम की उत्पत्ति नहीं होती तो यह यह विश्वसनीयता होती है जो कि किया जाता है जिसकी उन्होंने सिफारिश की है और उन्होंने एक जिम्मेदारी से एक लक्ष्य को पूरा करने की तारीख दी है इसलिए यहां संयोजन इंजीनियरिंग निर्माण इंजीनियरिंग वर्णन में आता है और निर्माण इंजीनियरिंग के लिए कुछ काल्पनिक तारीखें यहां दी गई हैं तो जाहिर है यहां दो कार्य प्राप्त होते हैं एक निश्चित डेप्थ स्टॉप जो यह सुनिश्चित करता है कि वितरण होगा या सीमा स्विच दबाया जाएगा और दूसरा स्पष्ट रूप से यह है कि एक बार उस विशेष गहराई तक पहुंचने के बाद यह स्वचालित रूप से स्प्रे करना शुरू कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह एक डेप्थ स्टॉप मोम के स्वत छिड़काव प्रदान करता है इसलिए अब यह विचार यह है कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया था यह दरवाजे का पार्श्व काफी जटिल है आप इस विशेष तरीके से दरवाजे के पार्श्व को देख सकते हैं इसलिए जहां भी यह जुड़ा हुआ क्षेत्र है जहां आंतरिक और बाहरी इकाई के बीच की खाई में परिवर्तन होता है जिसके कारण नोजल उस विशेष क्षेत्र में पहुंचता है और उस समय स्प्रे सक्रियण होता है यह सुनिश्चित करता है कि मोम का वितरण कर दिया गया है अन्यथा मोम का वितरण नहीं किया जाएगा इसलिए जब तक कि संचालक उस विशेष क्षेत्र में नहीं जाता है और मोम का वितरण नहीं होगा और यह एक पारी में देखकर जाँचने की नियंत्रण प्रक्रियाओं का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है जो किया गया है और यह एक तरह का स्वचालन है जिसके आधार पर यह मैन्युअल रूप से सम्मिलित स्प्रे जो बहुत दूर तक नहीं डाला गया है उसकी समस्या को हल करेगा तो मैनुफेक्चुरिंग इंजीनियर ने यह स्टॉप जोड़ा है और स्प्रेयर को लाइन पर चेक किया गया था और एकमात्र समस्या यह थी कि एक बार एक स्वचालित छिड़काव विधि है जो मैंने पहले सचित्र की थी और मैनुफेक्चुरिंग इंजीनियरिंग द्वारा लागू की गई थी वे पाते हैं कि यह एक ही लाइन पर अलग अलग दरवाजे की जटिलता के कारण अस्वीकार कर दिया गया है तो जाहिर है बहु मॉडल उत्पादन प्रणाली के आंतरिक और बाहरी इकाई के बीच रिक्ति वगैरह भिन्न हो सकते हैं क्योंकि कई अन्य डोर असेंबली अलग हैं जिन्हें चिह्नित किया गया है इसलिए गहराई आने के बाद एक स्वचालित स्प्रे का दूसरा समाधान समाप्त हो गया है और केवल यह तथ्य है कि स्प्रेयर के लिए एक निश्चित डेप्थ स्टॉप जोड़ने से यह एक विश्वसनीयता की तरह है तो यह छिड़काव को शुरू करेगा और इसे सिस्टम के कारण जोड़ा गया है और इसने बहुत अच्छा काम किया इसलिए अब उन्होंने यहां एक गंभीरता का पता लगाया और घटना अनुपात निकाला और आप देखते हैं कि गंभीरता समान है क्योंकि दोष में परिवर्तन नहीं होता है या इस समग्र गंभीरता में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन इस प्रतिकूल उपाय के कारण जो लिया गया है डेप्थ स्टॉप घटना 80 प्रतिशत से घटकर लगभग 20 प्रतिशत रह गई है और जाहिर है पता लगाने की क्षमता अभी भी समान है क्योंकि हमने वर्तमान प्रक्रिया नियंत्रण को नियंत्रित नहीं किया है जो कि दृश्य जांच है और इन विशेष मामलों में पांच हो जाती है तो समग्र RPN मान 70 से बाहर आता है तो जाहिर है 280 RPN को इस स्वचालन के लिए जाने वाले इस दोष की कम घटना के कारण 70 तक घटा दिया गया है तो इस विशेष तरीके से आपने एक प्रतिकरण में एक निश्चित प्रतिकूल उपाय करके RPN मूल्य को कम कर दिया है इसलिए हम अन्य सभी विफलता मोडों पर गौर करने जा रहे हैं जो बाद के मॉड्यूल में अलग अलग प्रतिकूल उपाय हैं समय के हित को ध्यान मे रखते हुए इस मॉड्यूल को यहीं बंद कर देंगे और उसी विश्लेषण में विफलताओं के अन्य तरीकों के साथ आगे बढ़ेंगे और RPN को बाद में मॉड्यूल में कैसे बदला जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद